पोयनेटिंग वेक्टर हल किए गए उदाहरण पिछले व्याख्यान में हमने विद्युतचुम्बकीय क्षेत्रों के लिए पोयनेटिंग वेक्टर पेश किया है और दिखाया है कि यह 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B के बराबर है और प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में ऊर्जा प्रवाह या प्रति इकाई क्षेत्रफल की शक्ति के बराबर है यह ऊर्जा क्या करती है हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि यह या तो अंदर आवेशों की यांत्रिक ऊर्जा बढ़ाती है या नेट विद्युतचुम्बकीय ऊर्जा 10EBSEnergy flowarea×time ताकि यह ds प्राइम डॉट d s के बराबर हो जहां मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं इस तरह के एक आयतन के बारे में बात कर रहा हूं ds प्राइम अंदर की ओर इशारा कर रहा है और फिर हम इसके अंदर ऊर्जा सामग्री और यांत्रिक ऊर्जा सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं मात्रा यदि आप यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो यह अंततः हो सकता है जूल हीटिंग के रूप में सामने आए क्योंकि ये आवेश घूमने लगते हैं फिर गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर इसे ऊष्मा के रूप में खो देते हैं इस व्याख्यान में मैं यह सच है दिखाने के लिए दो उदाहरण करने जा रहा हूं पहले उदाहरण के रूप में हम एक विद्युत धारा ले जाने वाली मोटी तार लेते हैं यह एक बहुत ही मानक उदाहरण है जो त्रिज्या a का हल है और यह विद्युत धारा I को ले जा रहा है मान लीजिए यह प्रतिरोध रो है तो अगर मैं अंदर विद्युत क्षेत्र को देखता हूं E रो J है यह एक प्रसिद्ध ओह्म नियम का परिणाम है जो कि रो I से विभाजित पाई a वर्ग के अलावा कुछ भी नहीं है यह विद्युत क्षेत्र है EρjρIa2 एक विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा की दिशा में है और ठीक बाहर की सीमा की शर्त से पृष्ठ पर भी E समान होगा तो यह E है चुंबकीय क्षेत्र B के बारे में क्या यह ठीक पृष्ठ पर म्यू 0 2 पाई a I के बराबर है और चूंकि विद्युत धारा ऊपर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जा रहा है और आने वाला है यहाँ से बाहर हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं यह ऊपर जा रहा है इसलिए यह B है मैंने दिशाएं दिखाई हैं B0I2πa तो पोयनटिंग वेक्टर S 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B होने वाला है और आप उस दिशा को देखकर देख सकते हैं कि यह आयतन की ओर इशारा करने वाला है और यह 1 से विभाजित म्यू 0 गुना रो I से विभाजित पाई a वर्ग गुना म्यू 0 I से विभाजित 2 पाई a होने वाला है आइए हम कुछ पदों को रद्द करते हैं यह म्यू 0 रद्द होता है और आपको रो I वर्ग से विभाजित पाई वर्ग a घन प्राप्त होता है और पॉइनेटिंग वेक्टर की दिशा आयतन में है जो आप आसानी से E क्रॉस B लेते हुए देख सकते हैं S10EB10ρIa20I2πaI222a3n तो हमारे पास इस तार के आयतन में बहती हुई यह ऊर्जा है वास्तव में पृष्ठीय आवेश भी होते हैं जो आपको तार के लंबवत एक E क्षेत्र देते हैं जो ऊर्जा को तार के साथ प्रवाहित करता है लेकिन यह हमें आगे ले जाता है जिसे हम दिखाना चाहते हैं यहां हम केवल यह दिखाना चाहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा या अंदर पैदा होने वाली ऊष्मा वास्तव में पोयनटिंग वेक्टर द्वारा लाई गई है और इसे दिखाने के लिए यह पर्याप्त है तो अब हम क्या कर रहे हैं हम इस तार को ले रहे हैं जिसमें एक विद्युत प्रवाह I है और हमने दिखाया है कि यह पोयनटिंग वेक्टर है जो इस तार के आयतन में ऊर्जा ले जा रहा है और S कुछ नहीं है सिर्फ रो I वर्ग से विभाजित 2 पाई वर्ग a घन है ध्यान रखें कि यह ऊर्जा प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय है इसलिए यदि मैं इस तार की एक इकाई लंबाई लेता हूं और देखता हूं तो उस इकाई लंबाई में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है तो प्रति इकाई लंबाई में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हम इस प्रवाहित ऊर्जा को लिखते हैं S गुना 2 पाई a वर्ग गुना इकाई लंबाई जो कि 1 है तो यह रो I वर्ग से विभाजित 2 पाई a वर्ग होगा यह प्रति इकाई लंबाई में प्रवाहित एक ऊर्जा है जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रतिरोध रो से विभाजित 2 पाई a वर्ग जो रो से विभाजित तार के क्षेत्रफल गुना लंबाई l है तो यह प्रतिरोध गुना I वर्ग प्रति इकाई लंबाई है यह भीतर प्रवाहित ऊर्जा है इसलिए यदि मैं उस ऊर्जा संतुलन समीकरण पर वापस जाता हूं dw भाग dt चूंकि विद्युत धारा स्थिर है तो विद्युतचुम्बकीय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह दूसरा पद है भीतर प्रवाहित ऊर्जा के बराबर है SI222a3Energy flowarea× time Energy flowing inlength S2πaI2a2RI2length dWdt0enegy flowing in जूल हीटिंग से मुझे पता है कि यह पद और कुछ नहीं है लेकिन R I वर्ग है दाहिने हाथ की ओर भी R I वर्ग है इसलिए हमने दिखाया है कि यह ऊर्जा जो खर्च की जा रही है या जो ऊष्मा पैदा कर रही है जो तार में उत्पन्न हो रही है वास्तव में इन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के माध्यम से लायी जाती है इस अवधारणा के दूसरे प्रदर्शन के रूप में मुझे एक सोलेनोइड लेता हूँ यह दूसरा उदाहरण है मुझे एक सोलेनोइड लेना है जिसकी पृष्ठीय धारा K है इसलिए अंदर का क्षेत्र B म्यू 0 K है जो ऊर्जा प्रति इकाई लंबाई में संग्रहीत है पार अनुभाग होने जा रही है आइए हम फिर से त्रिज्या a लेते हैं तो यह पाई a वर्ग गुणा लंबाई l जो आयतन है गुणा B वर्ग म्यू 0 वर्ग K वर्ग से विभाजित 2 म्यू 0 होने जा रहा है इसलिए यह पाई a वर्ग म्यू 0 K वर्ग से विभाजित 2 वह संग्रहीत ऊर्जा है B0K Energy stored length a202K220a20K22 आइए अब हम विद्युत धारा K को इस दर पर स्विच ऑफ करते हैं जिससे यह धीरे धीरे कुछ समय में 0 पर चला जाता है अब अगर मैं इसे बंद कर देता हूं तो मुझे पता है कि मैं इसे कई अलग अलग तरीकों से संशोधित कर सकता हूं लेकिन मान लीजिए कि यह प्रेरकत्व L है और कुंडल का प्रतिरोध R है तो K नीचे जाने वाला है K 0 की तरह e ऊपर माइनस R से विभाजित L t लेकिन यह हमारी चिंता नहीं है हमारी चिंता यह है कि K को बंद किया जा रहा है K≅K0e RLt यदि K को स्विच ऑफ किया जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है और यह फ़ैराडे का नियम Faraday's law द्वारा डेल क्रॉस B डेल क्रॉस E जो कि माइनस d B d t के बराबर होता है यह एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करेगा और ऐसा कि यह जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करने की कोशिश करेगा इसलिए यह उसी दिशा में एक क्षेत्र का उत्पादन करने की कोशिश करेगा और इसलिए उत्पादित विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा यह दाईं ओर जाता है मैं इसे सोलेनोइड पर बना रहा हूं और बाईं ओर निकलता है स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करते हुए मैं लिख सकता हूं कि पृष्ठ पर 2 पाई a वर्ग गुणा E पाई a वर्ग फ्लक्स परिवर्तन गुणा B डॉट माइनस चिह्न के साथ के बराबर होने जा रहा है तो माइनस चिह्न हमने पहले से ही दिशाओं को देखते हुए ध्यान में रखा है तो दोनों तरफ से पाई रद्द हो सकता है एक a रद्द हो जाता है तो E B डॉट से विभाजित 2 के बराबर है जो कि a म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट के अलावा कुछ नहीं है यह अंदर जा रहा विद्युत क्षेत्र है इसलिए पृष्ठ पर मैंने इसे बाहर बनाया है अंदर भी यह क्षेत्र समान ही होगा क्योंकि समानांतर घटक विद्युत क्षेत्र हमेशा समान होता है 2πaEπa2dBdt or Ea2dBdta02dKdt तो मेरे पास अब यह है कि सोलेनोइड में मैं इसे पृष्ठ पर थोड़ा बड़ा कर दूं कि यहां B क्षेत्र है और यहाँ E क्षेत्र अंदर जा रहा है इसलिए E क्रॉस B बाहर को इंगित कर रहा है यह S सदिश है जो 1 से विभाजित E क्रॉस B के बराबर है इसका मतलब है अब ऊर्जा इस आयतन से बाहर प्रवाह होगी और इसका मान 1 से विभाजित म्यू 0 है E की हमने अभी गणना की है यह कुछ भी नहीं सिर्फ a म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट है और B हमने पहले ही देखा है कि यह म्यू 0 K है अब फिर से मैं इस म्यू 0 को रद्द करता हूं और यह a से विभाजित 2 म्यू 0 K K डॉट है जो ऊर्जा प्रवाह है ऊर्जा जो सिस्टम से बाहर जा रही है S10EB10a02dKdt0Kna20KdKdtn अगर मैं फिर से एक लंबाई L लेता हूं तो कैसा होगा और देखता हूं कि K 0 हो जाने से कितनी ऊर्जा बाहर प्रवाह हो गई है तो बाहर प्रवाहित ऊर्जा S डॉट ds होगी अब ds बाहर को इंगित करेगा अर्थात् ऊर्जा प्रवाह बाहर को है जो a से विभाजित 2 म्यू 0 K K डॉट ds है जोकि 2 पाई a L होगा जो इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो मुझे 2 पाई a वर्ग म्यू 0 K डॉट K L देता है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन पाई a वर्ग L है यह सम्पूर्ण आयतन है तो यह आयतन गुना म्यू 0 d भाग dt K डॉट वर्ग से विभाजित 2 वह ऊर्जा बाहर जा रही है SdSa20KdKdt2πalV0ddt इसलिए कुल ऊर्जा जो बाहर प्रवाह हुई जब तक I समाप्त हो गया और यह K 0 बन गया वह है समाकलन S का dt डॉट ds जो dt v म्यू 0 d भाग dt के dtv से समाकलन के अलावा कुछ नहीं है यह केवल K वर्ग है क्योंकि d भाग dt को मैं पहले से ही K वर्ग लिया हुआ हूं और यह v म्यू 0 K वर्ग से विभाजित 2 के बराबर होता है यह वह ऊर्जा है जो उस समय तक प्रवाहित हो जाती है जब धारा घनत्व K से 0 पर आ जाता है Total energydt SdSdt V0ddt12K2V0K22 प्रारंभ में कितनी ऊर्जा संग्रहित थी चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का घनत्व 1 से विभाजित 2 म्यू 0 गुना B वर्ग है जो म्यू 0 वर्ग K वर्ग से विभाजित 2 म्यू 0 है जो म्यू 0 K वर्ग से विभाजित 2 है इसलिए आयतन v में कुल ऊर्जा v म्यू 0 K वर्ग से विभाजित 2 के बराबर थी जो अब क्षयित हो गयी है और पृष्ठ के माध्यम से पोयनटिंग वेक्टर द्वारा बाहर चली गयी है इसलिए d w t भाग dt प्लस E विद्युत चुम्बकीय का d भाग dt समाकलन S डॉट d s के d t के बराबर किया जाता है ताकि वह फिर से संतुष्ट हो सके इस मामले में d w भाग dt 0 है यह वो पद है जो आखिरकार 0 हो जाता है और पोयनटिंग वेक्टर द्वारा यह ऊर्जा बाहर निकलती है Energy density120B202K2200K22 Total energyV0K22 इसलिए इस व्याख्यान में मैंने आपको जो दिखाया है वह है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जब वे एक साथ मौजूद होते हैं ऊर्जा प्रवाह करते हैं और मैंने दो उदाहरण लिए हैं जहां एक मामले में यांत्रिक ऊर्जा को पोयनटिंग वेक्टर द्वारा लाया गया था दूसरे उदाहरण में ऊर्जा को एक आयतन से दूर ले जाया गया था और उस ऊर्जा को शुरू में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहीत किया गया था